इस मॉड्यूल में हम बिल्डिंग एनवलप के थर्मल परफॉर्मेंस को देखेंगे मैं बिल्डिंग एनवेलप के माध्यम से हीट ट्रांसफर के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ाऊंगा और मैं आपको कुछ प्रयुक्त उदाहरण दिखाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि ये सिद्धांत विशिष्ट इमारतों में कैसे लागू होते हैं आइए हम इस विशेष छवि पर एक नज़र डालें यहां पर एक दीवार का एक क्रॉस सेक्शन है यह किसी भी पदार्थ की हो सकती है अभी हम इस दीवार के थर्मल और भौतिक गुणों में नहीं जा रहे हैं यहां क्रॉस सेक्शन की छवि है यह 200 मिमी मोटी दीवार है और यहां आप जो देख रहे हैं वह समय रेखा है इसकी शुरुआत रात में 12 बजे से होती है फिर यह 24 घंटे 1 दिन के चक्र में चला जाता है और फिर यह दूसरा दिन है यहां पूरी तरह से 48 घंटे का समय लिया गया हैं जो रात में 12 बजे से शुरू होता है 24 घंटे तक चलता है और फिर यह दूसरा दिन है जो हम दिखाने की कोशिश कर हैं वह हीट बिल्डअप या हीट ट्रांसफर है और फिर पुनः हीट एमिशन है इस तरह से दीवार गर्मी अंदर ला रही है और ऐसे इमारत के बाहर गर्मी ले जा रही है यहां यह इमारत का बाहर और अंदर का हिस्सा है आइए हम इस बिंदु से देखना शुरू करते हैं मानिये कि लगभग 8 बजे है और यह एक पूर्व मुखी दीवार है यह कोई भी सतह हो सकती है बाद में हम इसके विवरण को देखेंगे मान लें कि यह पूर्व मुखी दीवार है तो आपको सुबह कहीं 630 बजे के आसपास सौर किरणें आने लगती हैं यह मौसम पर भी निर्भर करता है मान लें कि आपको यहां कुछ सौर किरणें मिलती हैं फिर यह दीवार गर्म होने लगती हैं होता क्या है कि हीट बिल्डअप होना शुरू हो जाती है इस बार की गहराई से पता चलता है कि हीट बिल्डअप कितना हो रहा है यहाँ हीट बिल्डअप होती है फिर दीवार के थर्मो भौतिक गुणों पर निर्भर करते हुए दीवार गर्मी की कुछ मात्रा को संग्रहीत करती है और फिर कुछ मात्रा कमरे को दे देती है इस प्रक्रिया में कुछ समय लगता है क्योंकि सौर विकिरण को दीवार को गर्म करने के लिए कुछ समय चाहिए फिर इस विशेष दूरी से गुजरने के लिए कुछ समय चाहिए अभी यह 200 मिमी है फिर कुछ देर बाद आपको अहसास होने लगता है जब प्रारंभिक हीट बिल्डअप होती है तो यहां कुछ नहीं दिखता हैं अगर आप यहां गर्मी प्रदान करते हैं और आप तुरंत इस सतह को छूते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है लगभग एक घंटे के बाद यही हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है लगभग एक घंटे या थोड़े ज्यादा समय के बाद आपको गर्मी महसूस होने लगती है यह दीवार की ऊष्मा रोधक क्षमता पर निर्भर करता है हम इस मॉड्यूल में इसे संक्षेप में देखेंगे कुछ देर बाद बिल्ड सरफेस में गर्मी गुजरना शुरू कर देती हैं मतलब कमरे के अंदर यह अधिकतम मूल्य अभी यहां है लगभग एक डेढ़ घंटे के बाद यह आपको अंदर मिलती है परिमाण अलग हो सकता है यही कारण है कि रंग अलग अलग है अब आपके बिल्ड स्पेस में गर्मी पंप होकर अंदर आ रही है जब गर्मी का स्रोत चला जाता हैं मतलब जब सूर्य भवन की दूसरी ओर चला जाता है या सूर्यास्त के बाद इस दीवार पर अब कोई गर्मी का स्रोत नहीं है तो अंततः यह दीवार भीतर की हीट पम्पिंग की तीव्रता को कम करना शुरू कर देती है इसके बाद एक उलटी घटना होती है परंतु इसका परिमाण समान नहीं है यदि आप इसे देखें तो यहां ऊष्मा का लाभ अच्छी मात्रा में हुआ है जबकि उलटी प्रक्रिया में बहुत कम है तो यहाँ क्या होता है गर्मी का उलटा प्रवाह होता है इसी तरह इसमें कुछ समय लगता है और इस समय के बाद दीवार की सतह से परिवेश में गर्मी की हानि होने लगती है वही घटना होती है आप किसी भी सतह को देख लें हीट बिल्डअप होता है दूसरे दिन भी हीट बिल्डअप है फिर हीट लॉस है फिर से हीट लॉस है और यहां तीसरे दिन भी हीट लॉस होगा इसी तरह से अंदर की तरफ पहले दिन दिन के बाद के समय में हीट गेन होता है और फिर दूसरे दिन भी दिन के बाद के समय में हीट गेन होता है यह विशेष पीक से पीक किसी बिल्डिंग डिज़ाइनर के लिए रुचिकर है अब हम यह देखने जा रहे हैं कि ये तंत्र कैसे काम करते हैं और इसके पीछे की बुनियादी बातें क्या हैं बस मूल बातें दोहराते है जिन्हें हमने स्कूल में पढ़ा था हीट ट्रांसफर के तीन तरीके हैं कंडक्शन कन्वैक्शन और रेडिएशन गर्मी का प्रवाह तापमान के अंतर पर निर्भर करता है जो डेल्टा T है दीवार के एक तरफ क्या होता है दीवार के दूसरी तरफ क्या होता है परिवेश का तापमान क्या होता है भीतरी तापमान क्या होता है यह कहें कि यदि उसी गर्मी के दिन के लिए आपके कमरे में एयर कंडीशनिंग है तो गर्मी का प्रवाह अलग होगा जबकि यदि आप इमारत को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक वेंटीलेशन मोड में छोड़ते हैं तो गर्मी का प्रवाह अलग होगा क्योंकि डेल्टा T अलग है फिर यह सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है दीवार की सतह कितनी है या खिड़की की सतह कितनी है संपूर्ण सतह क्षेत्रफल क्या है जो दो तापमान अंतरों के बीच संपर्क में है बाहर 45 डिग्री है और अंदर एक 24 डिग्री सेट बिंदु तापमान है तो आपके पास लगभग 21 डिग्री का अंतर है जो डेल्टा T है फिर आपके पास इतना दीवार क्षेत्रफल है उदाहरण के लिए 4 मीटर लंबा और 3 मीटर ऊँचा 12 मीटर वर्ग आपके पास उसमें खिड़की और दीवार का अनुपात लगभग 10 प्रतिशत है फिर उस स्थिति में यह दीवार की कुल इतनी सतह है जो हीट एक्सचेंज में शामिल है फिर यह तय की गई दूरी पर निर्भर करता है मोटी सतह या मोटी दीवार बनाम एक पतली दीवार के रूप में यह तय की गई दूरी पर निर्भर करता है और फिर यह सतह की विशेषताओं पर निर्भर करता है कि सतह परावर्तक है या अवशोषक है या उत्सर्जक है ये कुछ गुण हैं जो मतलब के हैं और जिनको हम इस मॉड्यूल में अधिक बारीकी से देखेंगे दो वस्तु थर्मल संतुलन में होते हैं जब उनका तापमान समान होता है मानते हैं कि आपके पास एक कक्ष है जिसके दोनों तरफ तापमान 25 डिग्री है फिर यह दीवार या यह ठोस वस्तु या कोई भी द्रव थर्मल संतुलन में कहे जा सकते हैं तो इन दो सतहों के बीच कोई गर्मी ट्रांसफर नहीं हो रहा है स्वाभाविक रूप से गर्मी गर्म से ठंडे की तरफ बहती है ये बुनियादी सिद्धांत हैं जो हम पहले से ही जानते हैं अगर यह दूसरी तरफ से होना है तो आपको हीट पंप की जरूरत है पहले हम कंडक्शन पर एक नज़र डालते हैं इसमें गर्मी का प्रवाह होता है जब दो कण या दो वस्तुएं सीधे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं एक गर्म सतह ठंडी सतह के संपर्क में है तो आप कंडक्टिव हीट ट्रांसफर का एहसास करना शुरू कर देते हैं सूक्ष्म संरचना में देखते हैं कि किसी वस्तु में क्या होता है जैसे हमने दीवार की सतह में देखा था एक तरफ से सतह गर्म हो रही है और इसमें जो छोटे कण होते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं वे उत्तेजित हो रहे हैं और फिर उस सीधे संपर्क के कारण एक से दूसरी तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है यह हीट ट्रांसफर या कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की दक्षता मुख्य रूप से इस वस्तु में फंसी हुई हवा की मात्रा पर निर्भर करती है हम इसे पोरोसिटी के संदर्भ में संदर्भित कर सकते हैं या परोक्ष रूप से हम इसे घनत्व के संदर्भ में संदर्भित कर सकते हैं मतलब वस्तु कितनी छिद्रपूर्ण है घने स्टील की शीट को लें यह पदार्थ वास्तव में घना होता है इसमें कण इतने अधिक जमा कर रखे होते हैं कि उनका घनत्व अधिक होता है पोरोसिटी बहुत कम होगी फिर हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से होगा दूसरी तरफ आप कांच के रेशे लेते हैं जिसके आंतरिक कण अधिक फैले हुए होते है या आप एक वातित फोम कंक्रीट लेते हैं जहां आपके पास बहुत सारे हवा बुलबुले होते हैं जो मूल रूप से कंक्रीट और सीमेंट पेस्ट में सन्निहित होते हैं उस स्थिति में हीट ट्रांसफर का तरीका बदलता रहता है पहले आप जानते हैं कि गर्मी एक सीमेंट ब्लॉक का सामना करेगी फिर इसको हवा का छिद्र मिलेगा इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलते रहना पड़ता है और इसके कारण बहुत सारी हानी होती हैं तो इन हवा के बुलबुलो को सन्निहित करने से कंडक्टिव हीट ट्रांसफर में बहुत अंतर पड़ता है आमतौर पर तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ बेहतर कंडक्टर होते हैं और तरल पदार्थ गैस से बेहतर कंडक्टर होता है आमतौर पर हम इसे इंसुलेटेड खिड़कियों के संदर्भ में देखते हैं फिर से जब आप बहुत दुर्लभ गैसें जैसे आर्गन के लिए जाते हैं बंद खिड़कियों से कंडक्टिव हीट ट्रांसफर और कम हो जाता है कंडक्शन के बारे में और देखते हैं कंडक्टिव हीट ट्रांसफर पदार्थ की संरचना पर खुद पदार्थ से अधिक निर्भर करता है ठीक उसी तरह जब मैंने आपको बताया था कि ग्लास ब्लॉक के साथ क्या होता है जिस पदार्थ का उपयोग आंतरिक विभाजन के लिए किया जाता है उसी पदार्थ को हम ग्लास ब्लॉक में उपयोग करते हैं मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास ब्लॉक है जो 100 मिमी मोटा है आपके पास वही पदार्थ है हीट ट्रांसफर का तरीका अभी के लिए कंडक्शन लेते है कांच के रेशों के मुकाबले ग्लास ब्लॉक के माध्यम से गर्मी का ट्रांसफर काफी अधिक होगा दोनों में समान पदार्थ है लेकिन यह फाइबर के रूप में बुना हुआ है तो पदार्थ समान है लेकिन पदार्थ की संरचना या सटीक रूप से कहें पदार्थ की आंतरिक सूक्ष्म संरचना काफी अलग है हवा के बहुत सारे बुलबुले हैं और सूक्ष्म संरचना भी अलग है तो इस वजह से कंडक्टिव हीट ट्रांसफर में काफी अंतर है यह एक बहुत ही सरल और आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला समीकरण है जिसका लोग हीट लोड या कूलिंग लोड निर्धारण के लिए इमारतों में उपयोग करते है QU×A×∆T यहां एक तरफ Q है जोकि अपारदर्शी पदार्थों से कंडक्टिव हीट फ्लो है फिर U जोकि वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन में ट्रांसमिशन गुणांक है जिसके बारे में हम और विस्तृत जानकारी लेंगे जो है कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट फिर A सतह का क्षेत्रफल है मैंने पहले बताया था कि कितना क्षेत्रफल ट्रांसफर में शामिल है और ΔT तापमान अंतर है तो Q को वाटस से व्यक्त किया जाता है या फिर वाटस प्रति वर्ग मीटर यदि क्षेत्रफल को हटा दे तो QU×A×∆T यह वही है जो वास्तव में आपको कंडक्टिव हीट ट्रांसफर देता है हीट ट्रांसफर के दो अन्य तरीके हैं यह मुख्य रूप से बताता है कि कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कैसे होता है इसलिए जब हम कंडक्टिव हीट ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो हमें इस प्रक्रिया में कुछ शब्द और शब्दावली याद रखनी चाहिए जो सामान्य रूप से अधिक भ्रामक हैं क्योंकि इनकी ध्वनि दूसरी चीजों से समान है कंडक्टिविटी कंडक्टेंस और थर्मल ट्रांसमिटेंस आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कुछ मापदंड है इन तीन मापदंडों का अक्सर उपयोग किया जाता है लेकिन वे बहुत बार एक दूसरे की जगह काम में लिए जाते हैं जो अक्सर भ्रमित करते हैं पहले आइए नज़र डालते हैं कि कंडक्टिविटी का क्या अर्थ है यह आमतौर पर k से व्यक्त किया जाता है लेकिन चिन्ह कुछ भी हो सकता है यह प्रति यूनिट मोटाई के माध्य से पदार्थ में गर्मी प्रवाह है पहली बात जो हमें समझनी है वह है कि कंडक्टिविटी एक पदार्थ का अंतर्निहित थर्मल गुण है यह मोटाई पर निर्भर नहीं करती है क्योंकि मोटाई को नकार दीया जाता है यहां यह प्रति यूनिट मोटाई है जो भी हो किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी वाट प्रति मीटर केल्विन में व्यक्त की जाती है यह पदार्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित होने वाली गर्मी की मात्रा है यह आमतौर पर प्रयोगशालाओं में मापा जाता है हॉट प्लेट तंत्र या हॉट बॉक्स तंत्र जैसी विधियाँ हैं जिनके लिए ASTM कोड्स उपलब्ध हैं मैं आपको कुछ उदाहरण बता सकता हूं उदाहरण के लिए यदि आप एक ईंट की कंडक्टिविटी की जांच करना चाहते हैं आप ईंट को दो हिस्सों में काट कर प्लेटों के बीच में रख देते हैं एक गर्म प्लेट है और दूसरी ठंडी प्लेट है इन तापमान परिमाप और अनुपातों को स्थापित करने के लिए मानक होते हैं तो गर्म से ठंडी तरफ हीट ट्रांसफर होती है और ईंट के इस भाग से कितनी मात्रा में गर्मी का स्थानांतरण होता है इसकी कंडक्टिविटी या k मूल्य के रूप में मापा जाता है जैसा कि मैंने कहा कि यह वाट प्रति मीटर केल्विन में व्यक्त किया जाता है हॉट बॉक्स उपकरण में आप बड़ी वस्तु जैसे वॉल पैनलस का परीक्षण कर सकते हैं दो कक्ष हैं एक गर्म कक्ष है दूसरा ठंडा कक्ष है तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में गर्मी स्थानांतरण होता है हॉट बॉक्स उपकरण आपको हॉट प्लेट की तुलना में हीट ट्रांसफर के अधिक यथार्थवादी अनुमान देता है क्योंकि यह एक आदर्शवादी स्थिति है लेकिन आप आसानी से वस्तुओं का परीक्षण कर सकते हैं जैसे उदाहरण के लिए आप एक पतली कांच की चादर या वातित कंक्रीट ब्लॉक की कंडक्टिविटी पता करने के लिए उसे हॉट प्लेट उपकरण में डाल सकते हैं अगला महत्वपूर्ण मापदंड कंडक्टेंस है यहाँ यह एक पदार्थ की किसी दी गई मोटाई में गर्मी का प्रवाह है अब हम मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल मोटाई को शामिल करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ यह कंडक्टिविटी k भाग x है जिसमें एक्स यूनिट मोटाई है तो इसकी यूनिट वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के कंडक्टेंस के बारे में पूछता है तो सबसे पहले आपको उनसे पूछना चाहिए कि किस मोटाई के लिए एक 100 मिमी 110 मिमी मोटी ईंट की दीवार के लिए कंडक्टेंस 220 या 230 मिमी मोटी ईंट की दीवार से भिन्न होगा क्योंकि कंडक्टेंस में मोटाई का एक घटक शामिल है जैसे जैसे मटेरियल मोटा होता जाता है कंडक्टेंस का मान कम होता चला जाता है क्योंकि मोटाई इसका विभाजक होता है अमेरिका जैसे देशों में वे कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस या ट्रांसमिटेंस वैल्यू का उल्लेख नहीं करते हैं बल्कि वे R वैल्यू या रेजिस्टेंस वैल्यू के बारे में बात करते हैं यह कंडक्टेंस का उल्टा है यहां मैंने x अक्ष रेखा पर विभिन्न पदार्थों का घनत्व लिया है ये सामान्य निर्माण सामग्री हैं यह बहुत कम घनत्व वाली सामग्री से शुरू होता है जैसे ग्लास वूल या इंसुलेशन पदार्थ और यह उच्चतम 2500 के घनत्व तक जाता है जो लगभग कंक्रीट जैसा पदार्थ होगा मैंने अलग अलग घनत्व वाली सामग्री ली है जो आम तौर पर बिल्डिंग एनवलप के लिए उपयोग की जाती हैं यह एक सिरे से दूसरे तक ठोस अपारदर्शी संरचनात्मक पदार्थ या इन्सुलेशन पदार्थ हो सकता है यहां आपके पास एक थर्मल कंडक्टिविटी है जो की वाट प्रति मीटर केल्विन है यह है कंडक्टिविटी है ना कि कंडक्टेंस किसी पदार्थ के घनत्व और कंडक्टिविटी के बीच मजबूत संबंध होता है घनत्व बढ़ने पर कंडक्टिविटी में आनुपातिक वृद्धि होती है मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल घनत्व थर्मल कंडक्टिविटी को प्रभावित करने वाला कारक है अन्य गुण भी हैं लेकिन घनत्व अनुक्रमानुपाती है अधिकांश मामलों में या अधिकांश पदार्थों में अंतर हो सकता है जो आप यहां देख सकते हैं यह एक रेखीय संबंध नहीं है बल्कि एक घातीय संबंध है लेकिन आमतौर पर उपयोग किए जाने वाली अधिकांश निर्माण सामग्री का जब घनत्व बढ़ता है थर्मल कंडक्टिविटी भी ऊपर जाती है अगला महत्वपूर्ण मापदंड जो कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है वह U मूल्य है U मूल्य को आमतौर पर थर्मल ट्रांसमिटेंस कहा जाता है लेकिन तकनीकी और स्पष्ट रूप से यह वायु से वायु में थर्मल ट्रांसमिटेंस है आपके पास एक दीवार की सतह है यदि आप क्रॉस सेक्शन को ध्यान से देखते हैं तो वह कौन से क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट है जिनमें से हीट ट्रांसफर होगा मान लेते हैं एक 210 मिमी ईंट की दीवार के साथ दोनों तरफ लगभग 10 मिमी का प्लास्तर है यह पूरी तरह से लगभग 230 मिमी मोटी है अब यदि आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो वह ऐसा दिखेगा आपके पास प्लास्टर की एक परत है फिर आपके पास ईंट की परत है फिर आपके पास आंतरिक प्लास्टर है तो इसके लिए यह कंडक्टिविटी मूल्य है इसके लिए यह कंडक्टिविटी मूल्य है और इसके लिए एक कंडक्टिविटी मूल्य है इसके विपरीत आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस है और इसके विपरीत में आपके पास एक थर्मल रेजिस्टेंस है लेकिन इसके अलावा दो अन्य पैरामीटर हैं जो यहाँ हैं Ho और Hi यदि आप कहते हैं कि यह बाहर है और यह अंदर है फिर आपके पास हवा की एक पतली परत होती है जो इस सतह पर चिपकी हुई है जोकि दोनों बाहरी और भीतरी सतह पर होती है दरअसल इस फिल्म के रजिस्टेंस का बाहर से अंदर की तरफ होने वाले कुल कंडक्टिव हीट ट्रांसफर पर काफी प्रभाव पड़ता है यह फिल्म कोअफिशन्ट मुख्य रूप से दीवार की सतह विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिति पर भी निर्भर करता है हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे लेकिन अब जल्दी से समझने के लिए यहां K1 है पीछे की तरफ से यदि आप मोटाई को शामिल करते हैं मान लेते हैं कि यह 10 मिमी है यह 210 मिमी है और यह एक और 10 मिमी है यह बाहर है और यह अंदर है साथ मिलाकर आपको इससे 230 मिमी ईंट की दीवार मिलती है लेकिन इसके अलावा आपके पास बाहर और अंदर के लिए एक फिल्म कोअफिशन्ट है वास्तव में हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं पहले हम उन R वैल्यू को योग करने की कोशिश कर रहे थे जो कुल थर्मल रजिस्टेंस हैं फिर हम एक बटा कुल थर्मल रेजिस्टेंस ले रहे हैं जो U मूल्य बन जाता है या हवा से हवा में थर्मल ट्रांसमिटेंस इसलिए हम इसे बाहरी हवा से भीतरी हवा या कुल थर्मल ट्रांसमिटेंस कहते हैं जिसको हम U मूल्य से संबोधित करते हैं U मूल्य की यूनिट वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है जो कंडक्टेंस के बराबर है एयर फिल्म को एक बार बारीक नजर से देखते हैं यहां पर हमारे पास एक बाहरी एयर फिल्म है और एक भीतरी एयर फिल्म है जिसे हम सतह की विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण की स्थिति से निर्धारित कर सकते हैं U मूल्य के लिए बहुत सारी संदर्भ तालिका है और गणना करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं क्योंकि बहुत से लोग इस क्षेत्र में विस्तार से शोध कर रहे हैं लेकिन विषय को सरलता से समझने के लिए हम समझते हैं कि इस फिल्म कंडक्टेंस में दोनों बाहर और अंदर की तरफ काफी भिन्नता है जैसे एक खुरदरी सतह बनाम एक चिकनी सतह के लिए एक परावर्तक सतह या एक उत्सर्जक सतह बनाम एक कम उत्सर्जक सतह के लिए यह इस पर भी निर्भर करता है कि बाहर की सापेक्षिक आर्द्रता क्या है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस विशेष सतह में हवा का वेग कितना है हवा कितने वेग से टकराती है उनकी फिल्म कोअफिशन्ट अलग अलग होगी जब हवा बहुत तेज है और जब हवा मंद है यहां काफी अंतर है एक और महत्वपूर्ण कारक हमें समझना होगा हालांकि साधारण भवन की गणना के लिए या कुछ सिमुलेशन के लिए भी हम आम तौर पर किसी विशेष दीवार के लिए कांस्टेंट U मूल्य लेते हैं 230 मिमी ईंट की दीवार का ही मामला लेते हैं हम अक्सर U मूल्य 21 से 23 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन के बीच लेते हैं और वर्ष भर गणना के लिए इस एक मूल्य का उपयोग किया जाता है लेकिन सतही परिष्करण के संबंध में क्या होता है परिवेश के तापमान में परिवर्तन परिवेश की आर्द्रता और परिवेश वायु वेग के संबंध में क्या होता है तब यह समझने की आवश्यकता है कि U मूल्य स्थिर नहीं है लेकिन यह पूरे वर्ष भर बदलता रहता है यह हर घंटे दिन प्रतिदिन हर मौसम बदलता रहता है लेकिन कुल भवन गणना के लिए या भार गणना के लिए जो हीटिंग कूलिंग भार है इन फिल्म कोअफिशन्ट का U मूल्य पर प्रभाव परिवेश के साथ साथ सतह की विशेषताओं के कारण केवल 4 से 5 प्रतिशत है इस पर अभी भी शोध हो रहा है लेकिन यह लगभग 4 से 5 प्रतिशत ही है जो अन्य योगदानकर्ताओं की तुलना में ज्यादा नहीं है उदाहरण के लिए मैं यहां इंसुलेशन देना चाहता हूं फिल्म के मुकाबले इस पर इंसुलेशन का प्रभाव काफी अलग है इन्सुलेश का फिल्म कोअफिशन्ट में परिवर्तन की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है इसलिए अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन फिर भी एक साइंटिफिक संख्या के रूप में U मूल्य की गणना में इसका अच्छा महत्व है फिर कन्वैक्शन के बारे में हम अक्सर जानते हैं हम हमेशा हवा के वेग के बारे में बात करते हैं और यह कैसे आराम में सुधार करता है कन्वैक्शन हीट ट्रांसफर आपके पास एक सरल सूत्र है Phh×A× यहाँ पे Ph गर्मी का प्रवाह h हीट ट्रांसफर गुणांक W m2K A तरल पदार्थ युक्त क्षेत्रफल है जो खिड़की हो सकती है या यांत्रिकी हीट ट्रांसफर के लिए खुद तरल पदार्थ हो सकता है और T2 T1 तापमान अंतर है दो प्रकार के कन्वैक्शन होते हैं फ्री कन्वैक्शन जब हीट का ट्रांसफर या तरल का प्रवाह घनत्व और तापमान के अंतर के कारण होता है दूसरे को फोर्सड कन्वैक्शन कहा जाता है जहां आपके पास एक यांत्रिक प्रणाली या एक पंप होता है जिसकी वजह से कनवेक्टिव हीट एक्सचेंज होता है यह आमतौर पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में होता है जहां आपके पास एक यांत्रिक सिस्टम होता है जो हीट ट्रांसफर या तरल के प्रवाह को करवाता है जिससे हीट ट्रांसफर हो जाता है यह उदाहरण के लिए स्टैक इफेक्ट से संबोधित किया जा सकता है जहां गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे बैठती है हवा के घनत्व और तापमान के अंतर के कारण यह एक प्राकृतिक घटना है कन्वैक्शन एफिशिएंसी तरल पदार्थ की गति पर निर्भर करती है सरल उदाहरण अधिक गति की हवा में मंद हवा की तुलना में आप जल्दी आरामदायक महसूस करते हैं अगर आपके पास 05 मीटर प्रति सेकंड की बजाए 15 मीटर प्रति सेकंड का वायु वेग है तो आपके आराम स्तर में काफी सुधार होता है हीट ट्रांसफर की अगली विधा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर है यह विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिनके माध्यम से हीट ट्रांसफर हो रही है इसे किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है आमतौर पर हम जानते हैं कि हमें डायरेक्ट सोलर रेडिएशन प्राप्त होता है जो बिना किसी माध्यम के अंतरिक्ष से गुजरता है थर्मल रेडिएशन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें प्रकाश या विजिबल स्पेक्ट्रम शामिल होता है हमारे पास अल्ट्रा वायलेट इन्फ्रारेड छोटी तरंग या लंबी तरंग इंफ्रारेड भी है और थर्मल रेडिएशन उत्सर्जक सतह के तापमान के संबंध में बदलता है वस्तु का तापमान जितना अधिक होता है उतना अधिक थर्मल रेडिएशन होता है जैसे ही तापमान बढ़ता है थर्मल रेडिएशन अधिक छोटी तरंगदैर्घ्य रेडिएशन पैदा करता है उदाहरण के लिए आमतौर पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश का रंग पीला नारंगी होगा और उत्सर्जक सतह का तापमान बढ़ने पर यह सफेद हो जाएगा आपको याद रखना चाहिए कि हीट ट्रांसफर उत्सर्जक सतह के तापमान और सतह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जो इसे प्राप्त कर रहा है दो प्रकार के हैं जैसा कि हमने कहा हम बिल्डिंग अनुप्रयोगों के अनुसार रुचि रखते हैं यह छोटी तरंग और लंबी तरंग इंफ्रारेड है ओजोन परत करीब करीब अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन को सोख लेती है इमारतों के लिए छोटी तरंग और लंबी तरंग इंफ्रारेड रेडिएशन महत्वपूर्ण हैं डायरेक्ट सोलर रेडिएशन जो एक सतह पर पड़ता है वह छोटी तरंग रेडिएशन होता है जिसे इमारतों की सतह सोख लेती है और फिर संग्रह करने के बाद इनका उत्सर्जन करती है यह लंबी तरंग रेडिएशन के रूप में उत्सर्जन होता है आमतौर पर हम ग्लास हाउस या इमारतों में ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में इसे संदर्भित करते हैं तो आपके पास एक कांच की खिड़की है कांच छोटी तरंग रेडिएशन को अंदर आने देता है आंतरिक सतहें गर्म हो जाती हैं और वे लंबी तरंग रेडिएशन को पुनः प्रसारित करती हैं अब कांच लंबी तरंग रेडिएशन के लिए अवरोधक होता है यह लंबी तरंग रेडिएशन को बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है इस कारण से भीतरी वातावरण गर्म हो जाता है यह लंबी तरंग रेडिएशन को कमरे के अंदर फसा लेता है इसकी वजह से आपके पास गर्म भीतरी वातावरण है आम तौर पर कांच का उपयोग नहीं होता है बिना प्रशोधन के साधारण ग्लास गर्म क्षेत्र में उचित नहीं होते हैं क्योंकि वे पुन प्रसारित किए हुए लंबी तरंग रेडिएशन को अंदर ही रोक लेते हैं रेडियेंट हीट ट्रांसफर की गणना की जा सकती है आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और फिर सतह क्षेत्रफल और उत्सर्जक सतह के परमताप की आवश्यकता होती है Ps×A×T4 यहां पर P गर्मी का प्रवाह s स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट A क्षेत्रफल और Tऐब्सलूट तापमान यहां दो महत्वपूर्ण शब्द हैं एक अब्ज़ॉर्प्शन है दूसरा इमिशन उत्सर्जन है अक्सर आपको एक शब्द देखने को मिलता है जिसे ऐब्सॉर्प्टिविटी कहा जाता है इसे a या α के रूप में व्यक्त किया जाता है आमतौर पर लोग कहते हैं कि मैटीरियल की ऐब्सॉर्प्टिविटी क्या है या यदि आप गणना करना चाहते हैं या आप अनुकरण करना चाहते हैं तो हमेशा यह मापदंड होता है या एक जगह होती है जहां आपको पदार्थ की ऐब्सॉर्प्टिविटी भरने की आवश्यकता होती है और एक और शब्द एमिसीवीटी भी है आप आमतौर पर यह शब्द सुनते हैं कम एमिसीवीटी वाले कांच या कम ई वाले कांच सुनते हैं यह एक इमिसिव प्रॉपर्टी है ये दो विशेषताएं हैं जो वातावरण के साथ एक सतह के रेडिएंट आदान प्रदान को निर्धारित करती है यह रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है जैसे सफेद छत बनाम ग्रे छत या पुती सतह बनाम बिना पुती सतह एक काले रंग की पुती सतह बनाम एक सफ़ेद रंग से पुती सतह मैट फिनिश वाली सतह बनाम चमकीली सतह तो ऐब्सॉर्प्टिविटी मुख्य कारक है जो छोटी तरंग रेडिएशन में तापमान की प्रतिक्रिया पता करता है और यह काफी हद तक रंग पर निर्भर करता है यह वह जगह है जहां हम एक सफेद रंग की सतह बनाम एक गहरे रंग की पेंटेड सतह के बारे में बात करते हैं हम कहते हैं कि यह अधिक सौर रेडिएशन सोख लेगा अगली महत्वपूर्ण विशेषता एमिसीवीटी है यह लंबी तरंग या थर्मल रेडिएशन के आदान प्रदान को निर्धारित करती है तो यह वह जगह है जहां कम एमिसिव या कम ई कोटिंग्स इस्तेमाल में आते हैं आइए हम एक छोटे से प्रयोग पर एक नज़र डालें जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं मैंने इसे एक उत्सर्जन प्रयोग का नाम दिया है कल्पना कीजिए कि 4 डब्बे हैं एक चमकदार धातु का डब्बा है यह एक एल्यूमीनियम या जे ई शीट चमकदार धातु का डब्बा हो सकता है फिर यह एक चमकहीन धातु का डब्बा है तीसरा एक चमकहीन काले रंग का डब्बा है और अगला एक चमकदार काले रंग का डब्बा है कल्पना कीजिए कि आप इन सभी 4डब्बों में गर्म पानी समान तापमान पर भर रहे हैं 10 से 15 मिनट का समय लें अब इनमें से कौन सी सतह या कौन से डब्बे में अब भी थोड़ा गर्म पानी होगा और किसमें ठंडा पानी होगा अगर हम इसे छोटे पैमाने पर समझने में सक्षम हैं तो हमें बेहतर स्पष्टता होगी कि इमारतों में क्या होता है चमकदार धातु से बने डब्बे में 4 डब्बों की तुलना में 10 मिनट के बाद सबसे गर्म पानी होगा क्योंकि चमकदार सतह के डब्बे में हीट रेडिएशन वापस डब्बे में ही परावर्तित हो जाती है इसलिए गर्मी का ज्यादा नुकसान नहीं होता है जबकि चमकहीन काला डब्बा सबसे ठंडा होगा क्योंकि यह हीट रेडिएशन उत्सर्जन करने में सबसे बेहतर है हमारे पास कृष्णिका रेडिएटर है तो यह बहुत अधिक गर्मी का उत्सर्जन करता है इस वजह से चमकदार धातु के डब्बे में पानी दूसरे की तुलना में अधिक गर्मी बनाए रखता है इसी तरह आप उन्हीं डब्बों में गर्म पानी रख कर इन्हें एक हीटर से बराबर दूरी पर रखते हैं मान लेते हैं यह एक रेडिएंट हीटर है आप कंटेनर को समान दूरी पर हीटर के बगल में रख रहे हैं अब 10 मिनट के बाद किसमें सबसे ज्यादा गर्म पानी होगा अब यह उल्टा तरीका है इसमें चमकहीन काले डब्बे में सबसे गर्म पानी होगा क्योंकि यहां पर ऐब्सॉर्प्शन भी है जो आप जानते हैं कि यह एक कृष्णिका ऐब्सॉर्बर है यह गर्मी को ऐब्सॉर्ब करता है और इससे पानी गर्म हो जाता है या कम से कम यह अपना तापमान बनाए रखने में सक्षम होता है जबकि चमकदार डब्बा सबसे ठंडा होगा क्योंकि यह गर्मी के अधिकांश भाग को परावर्तित करता है जो हीट रेडिएशन को ऐब्सॉर्ब करने में सबसे खराब है वास्तविक इमारतों में बड़े पैमाने पर इसी तरह की घटना होती हैं जो भी हमने अब तक अध्ययन किया है उसे जोड़ते हैं कन्डक्टिव कन्वेक्टिव और रेडीएटिव तंत्र सरल कंडक्शन घटना जो हमने पहले देखी थी वह दीवार से हो रही है यह खिड़की के माध्यम से भी हो सकती है यह छत या जमीन के माध्यम से भी हो सकती है फिर अगली चीज कन्वैक्शन है जहां यह खुली खिड़की के माध्यम से हो सकता है या यह यांत्रिक प्रणाली के माध्यम से हो सकता है या यह दरवाजे और खिड़कियों में दरार के माध्यम से हो सकता है तीसरा रेडिएशन है परिवेश गर्म है तो बहुत सारे छोटी तरंग रेडिएशन है जो कांच की सतहों के माध्यम से प्रवेश करेंगे फिर भीतर गर्म हो रहा है यहां ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है वैकल्पिक रूप से दीवार भी डायरेक्ट सोलर रेडिएशन के संपर्क में आ रही है जो गर्म हो जाती है और फिर आप दीवार द्वारा अंदर की ओर इस गर्मी को छोड़ता हुआ पाएंगे यह भी रेडिएंट हीट ट्रांसफर का हिस्सा है इसी तरह विपरीत घटनाएं सर्दियों में होती हैं अब थर्मल इंसुलेशन के प्रकारों को देखते है बिल्डिंग एन्वेलप में इन हीट ट्रांसफर को पढ़ने में हमारी पूरी दिलचस्पी है क्योंकि हमें एक बेहतर थर्मल एन्वेलप प्रदान करना है जो गर्मियों के दौरान गर्मी को रोक सकता है और यह सर्दियों के दौरान हीट ट्रांसफर को बढ़ा सकता है यह सर्दियों में अधिक गर्मी प्राप्त कर सकता है और गर्मियों के दौरान अधिक गर्मी को रोक सकता है थर्मल इन्सुलेशन का सबसे आम प्रकार जिसका उपयोग किया जाता है या जिसे अक्सर क्षेत्र में और उसके बाहर संदर्भित किया जाता है वह रिज़िस्टिव इन्सुलेशन है तो आपके पास उत्पादों को बेचने वाली एक कंपनी हैं जो कहती है इस उत्पाद का U मूल्य बहुत कम है या रेजिस्टेंस मूल्य बहुत अधिक है इसका R मूल्य बहुत अधिक है हम अक्सर रेजिस्टिव इन्सुलेशन के बारे में बात करते हैं यह कंडक्टिव हीट ट्रांसफर पर मुख्य रूप से हमला करता है तो यह पहली चीज है थर्मल रेजिस्टेंस के कारण हीट ट्रांसफर में निष्क्रियता आती है इस विशेष दीवार का U वैल्यू है अब मैं इस दीवार को इन्सुलेट करने जा रहा हूं फिर कंडक्टिव ट्रांसफर कम हो जाएगा तो यह रिज़िस्टिव इन्सुलेशन का प्रकार है दूसरे प्रकार का इन्सुलेशन रिफ्लेक्टिव इन्सुलेशन है कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग है जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को वापस परावर्तित कर देगी यह पहली ढाल बन जाती है इसके विपरीत आपके पास एक दीवार होती है साथ में आपके पास दूसरी दीवार होती है यह एक दोहरी परत वाली दीवार होती है क्या होता है अब आपके पास यहां एक एयर फिल्म है आपके पास यहां एक और एयर फिल्म है और यहां एक तीसरी फिल्म है तो यह पहली परत है फिर परत 2 3 4 5 6 और 7 तो ऊष्मा सात विभिन्न परतों के अंदर से ट्रांसफर होती है अब हम यहां थर्मल इंसुलेशन समाविष्ट करते हैं यह रिज़िस्टिव इंसुलेशन बन जाता है अगली बात उदाहरण के लिए अगर मैं इस सतह को रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ पोत रहा हूं तो मैं यह कह सकता हूं कि यह विशेष सतह रिफ्लेक्टिव कोट होने जा रही है तो इसका मतलब मैं यहां रिफ्लेक्टिव थर्मल इन्सुलेशन पेश कर रहा हूं तीसरा सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला इन्सुलेशन प्रकार है कैपेसिटिव इन्सुलेशन पारंपरिक वास्तुकला में भारत विशेष रूप से कैपेसिटिव इन्सुलेशन पर निर्भर रहा है ग्रेनाइट मोटी दीवारों विशाल मिट्टी की दीवारें इमारतों में इस्तेमाल की गई थी वे सब एक प्रकार के कैपेसिटिव इन्सुलेशन थे वे पदार्थ की थर्मल क्षमता और उसके घनत्व का लाभ गर्मी को संग्रह करने में उठा रहे थे वे बड़ी मोटी दीवारों का उपयोग कर रहे थे क्योंकि दीवार गर्म हो जाती है बिल्डिंग के अंदर गर्मी छोड़ने से पहले दीवारें अपने अंदर बहुत सारी गर्मी को संग्रह कर लेती है और शाम को जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक होती है रात में तापमान बहुत कम होता है उस समय दीवार गर्मी अंदर छोड़ने के बजाय बाहर छोड़ देती है इसलिए यह कैपेसिटिव इन्सुलेशन हमारे पारंपरिक वास्तुकला में महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया गया था लेकिन आधुनिक वास्तुकला में हम ज्यादातर भरोसा रिज़िस्टिव इन्सुलेशन पर करते हैं आपके पास कुछ इन्सुलेशन सामग्री है जो आप दीवार के बाहरी हिस्से और दीवार के केंद्र के अंदर रख सकते हैं कुछ मामलों में रिफ्लेक्टिव इन्सुलेशन का उपयोग होना शुरू हो गया हैं अब यह भी प्रभावी है लेकिन कैपेसिटीव इन्सुलेशन कहते हैं जब आप कंक्रीट जैसे पदार्थ का उपयोग करते हैं आमतौर पर लोग कंक्रीट को इसलिए उपयोगी सामग्री के रूप में नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कंक्रीट का U मूल्य अधिक है मान लें कि 200 मिमी या 230 मिमी मोटी कंक्रीट की दीवार है ईंट की 230 मिमी दीवार में U वैल्यू 21 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है जबकि समान मोटाई की 230 मिमी कंक्रीट की दीवार में लगभग 35 या 36 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन की U वैल्यू है तो स्वाभाविक रूप से यदि आप कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की गणना करते हैं तो कंक्रीट की दीवार आपको अधिक हीट भार या कूलिंग भार देगी क्योंकि यह अंदर बहुत अधिक गर्मी का संचार कर रही है लेकिन सबको यह समझने की आवश्यकता है कि इंसुलेटेड दीवार के बीच बहुत अंतर है उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जिप्सम दीवार है जो एक पतली शीट है और साथ में 50 मिमी का कांच के रेशों का इन्सुलेशन है आप 1 या 12 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन के करीब कुछ U वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं इसकी 230 मिमी कंक्रीट की दीवार से तुलना करें जिसका U वैल्यू 35 है अब मैं दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा हूं पहले एक जिप्सम दीवार है एक जिप्सम पैनल है और फिर आपके पास इन्सुलेशन है जिसका U वैल्यू 12 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है फिर मेरे पास एक कंक्रीट की दीवार है जिप्सम दीवार लगभग 65 मिमी मोटी होगी और कंक्रीट की दीवार 200 मिमी मोटी है यहां U मूल्य 35 वाट प्रति मीटर वर्ग केल्विन है अब यह U वैल्यू जिप्सम दीवार के लगभग तीन गुना है यदि आप कंडक्टिव हीट ट्रांसफर की गणना करते हैं तो यह वास्तव में लाभकारी है अगर यह एयर कंडीशन है अगर यह वास्तव में अच्छे तरीके से बंद है तो यह सारी चीज बहुत अच्छे से काम करती है लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड स्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कंडक्टिव मोड के साथ साथ एक कैपेसिटिव इन्सुलेशन भी होता है या जिप्सम दीवार पैनल की तुलना में कंक्रीट की दीवार की थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है इस तरह से यह पदार्थ या कोई भी भारी भरकम पदार्थ बहुत अधिक गर्मी को संग्रहित करने में सक्षम है और फिर बाहर की ओर छोड़ सकता है जो कि एक पतली इंसुलेटर दीवार की तुलना में ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर का तीसरा मोड या हीट ट्रांसफर का कैपेसिटिव मोड वास्तव में मूल्यवान है यह वही है जो हम अपने पारंपरिक भवन में कर रहे थे हम कुछ सूचकांकों के साथ इन प्रकारों को और अधिक विस्तार से देखेंगे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं अगले भाग में जाने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ लेनी चाहिए जब हम बिल्डिंग एनवेलप के माध्यम से हीट ट्रांसफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं वह है सोल एयर तापमान का सिद्धांत हमने पिछले किसी मॉड्यूल में से एक में सोल एयर तापमान के बारे में चर्चा की थी यह एक बहुत ही मूल्यवान संकेतक है जब हम डेल्टा टी के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहां बाहर के तापमान के मुकाबले अंदर के तापमान में क्या होता है हम To और Ti के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सतह पर क्या होता है इस विशेष सतह में क्या होता है बाहर की सतह पर तापमान क्या है और Tsi क्या है अंदर की सतह का तापमान क्या है ये दो पैरामीटर मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं एक गर्म शुष्क जलवायु में गर्मियों में परिवेश तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है लेकिन होता क्या है यहां पर एक सिद्धांत है जो सोल एयर तापमान कहलाता है जहां आपको परिवेश के वायु तापमान के प्रभाव को इंसीडेंट सोलर रेडिएशन के साथ जोड़ना होगा जो एक सतह पर गिर रहा है स्वाभाविक रूप से जब सोलर रेडिएशन किसी सतह पर पड़ता है या छोटी तरंग रेडिएशन किसी सतह में गिरती है रेडिएटिव हीट लाभ के माध्यम से सतह का तापमान भी बढ़ता है तो सतह काफी गर्म हो जाती है जब परिवेश का तापमान 45 डिग्री पर होता है आम तौर पर एक ग्रे या सफेद रंग की सतह की दीवार पर पूर्व या दक्षिण की ओर मुख की दीवार पर सतह का तापमान 55 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर जाना तय है यह सतह के विशेष गुणों के साथ साथ सोलर इररेडियंस के आधार पर काफी अलग अलग होता है तीसरा है हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट यह विशेष समीकरण वास्तव में महत्वपूर्ण है बाहर के हवा के तापमान का एक कारक है टी आउट और आपके पास सतह की ऐब्सॉर्प्टिविटी है यहाँ पर आप एक सफेद रंग की सतह बनाम गहरे रंग की सतह के बारे में बात करते हैं फिर वाट प्रति मीटर वर्ग में ग्लोबल सोलर इररेडियंस जो सोलर रेडिएशन की मात्रा है जैसे जैसे सोलर रेडिएशन की मात्रा बढ़ती है उसी के साथ साथ सोल एयर तापमान ऊपर जाता है गहरे रंग की सतह पर तो सोल एयर तापमान बढ़ने वाला है हल्के रंग की सतह की ऐब्सॉर्प्टिविटी कम होती है इसलिए सोल एयर तापमान नीचे आएगा फिर आपके पास बाहरी सतह पर रेडिएशन और कन्वैक्शन के लिए हीट ट्रांसफर कॉएफिशिएंट है जैसे यह बढ़ेगा सोल एयर तापमान नीचे आएगा इसका प्रभाव कम है यह एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम अगले मॉड्यूल में और अधिक देखेंगे एक जानकारी मैं आपको देना चाहता था जैसे जैसे सोल एयर तापमान बढ़ता है डिस्कंफर्ट आवर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यहां तक कि अलग अलग U मूल्य के साथ भी हमने डिग्री डिस्कंफर्ट आवर्स की बात की थी U मूल्य कम या अधिक हो सकता है लेकिन जैसे जैसे सोल एयर तापमान बढ़ता है या कहें कि सतह का तापमान बढ़ता है डेल्टा T बढ़ता है असुविधा की मात्रा में वृद्धि होगी पहली स्लाइड को वापस देखते हैं एक ऐसे पदार्थ की कल्पना करें जिसमें हाइ थर्मल ट्रांसमिटेंस और लो थर्मल ट्रांसमिटेंस है इसमें हीट बिल्ड अप का काफी अंतर होगा जिसकी वजह से भीतर की तरफ आने वाली गर्मी बदलती है इसके साथ ही हीट ट्रांसफर के लिए लिया गया समय भी बदलता है हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे इस तरह से कन्वेकटिव हीट ट्रांसफर होता है बंद खिड़की के साथ वही दीवार खुली खिड़की के साथ वही दीवार दोनों में क्रॉस वेंटिलेशन के कारण कितनी मात्रा में गर्मी प्राप्त होती है या खो जाती है यह रेडियेटिव हीट ट्रांसफर के बारे में है रेडियेटिव हीट ट्रांसफर के लिए लिया गया समय भी काफी भिन्न होता है यहां सोल एयर तापमान है इसके अलावा यह इमारत में अंदर की तरफ उत्सर्जित होगा और फिर यह इमारत में अवशोषित होने के बाद बाहर की तरफ उत्सर्जित हो जाएगा तो यह थे हीट ट्रांसफर के तीन तरीके और भवनों में इनका उपयोग कैसे किया जाता है जल्दी से समापन के लिए हमने बिल्डिंग एन्वेलप के माध्यम से हीट ट्रांसफर के मूल सिद्धांतों को देखा और हमने हीट ट्रांसफर की बेहतर समझ के लिए कुछ उदाहरणों को देखा Thank you धन्यवाद